शुभ प्रभात हम लेक्चर 12 शुरू करते हैं आज के लेक्चर की योजना मल्टीरेट सिग्नल प्रोसेसिंग से कुछ बहुत ही दिलचस्प परिणाम पेश करना है जो बहुत शक्तिशाली हैं और हमें बहुत सारे दिलचस्प परिणामों और अनुप्रयोगों के लिए आधार प्रदान करते हैं जो हम मल्टीरेट सिग्नल प्रोसेसिंग में विकसित करते हैं इसलिए मैं अभी संक्षेप में बताऊं कि हमने लेक्चर संख्या 11 में अब तक क्या कहा है और उससे एक पहले की बात है ताकि हम अपने लेक्चर संख्या 11 सामग्री को आगे बढ़ा सकें तो लेक्चर 11 से मुख्य तत्व लेक्चर 11 पुनर्कथन 3 अंक होंगे जो मैं चाहूंगा कि आप ध्यान रखें एक यह है कि सैंपलिंग रेट रूपांतरण हमेशा फ़िल्टरिंगके किसी न किसी रूप के साथ होता है सैंपलिंग रेट रूपांतरण फ़िल्टरिंग और नोट करने के लिए महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि हमारे दोनों सैंपलिंग रेट ब्लॉक अपसैंपलिंग और डाउनसैंपलिंग वास्तव में फ़िल्टरिंग की उपस्थिति के साथ उपयोगी हैं और वह फिर से पिछले लेक्चर से एक स्लाइड है जहां हमने कहा था कि अपसैंपलिंग आपको उन छवियों की कई प्रतियां देता है जिन्हें आप आइडियल लो पास फिल्टर के माध्यम से हटाते हैं तो अपसैंपलिंग का संयोजन के बाद फ़िल्टरिंग हमें एक उपयोगी संकेत देता है जो उच्च सैंपलिंग रेट पर होता है और इसी तरह जब हम डाउनसैंपलिंग को देखते हैं तो डाउनसैंपलिंग की प्रक्रिया इनपुट सिग्नल के किसी भी संदर्भ के बिना की जा सकती है या यह बैंडविड्थ है हालांकि यह हमेशा फायदेमंद होता है और हमने दिखाया है कि यह दिखाने के लिए एक पर्याप्त स्थिति है कि यदि आप अलियास फ्री डाउनसैंपलिंग करना चाहते हैं तो आपको अपने सिग्नल को M के बैंडविड्थ के भीतर सीमित करना चाहिए तो ये 2 संयोजन हैं फ़िल्टरिंग के साथ सैंपलिंग रेट रूपांतरण तो वह इसी फ़िल्टरिंग प्रक्रिया के साथ है इसलिए उस तस्वीर को ध्यान में रखें फिर हमने फ्रैक्शनल सैंपलिंग रेट रूपांतरण भी किया तो जहाँ वे दोनों अपसैंपलिंग और डाउनसैंपलिंग किए जाने वाले थे तो इस मामले में हमने यह भी अवलोकन किया कि यह हमेशा बेहतर होता है और सही बात यह है कि सबसे पहले अपसम्पलिंग करना अपने आप से अपसम्पलिंग करना वास्तव में उस फ़िल्टरिंग के साथ पूरा नहीं होता है जिसे आपको वास्तव में इंटरपोलेशन कहना चाहिए तो अपसम्पलिंग और फ़िल्टरिंग का संयोजन वह है जिसका हम उल्लेख कर रहे हैं और जिसे किसी भी डाउनसैंपलिंग से आगे किया जाना चाहिए ठीक इसलिए यह दूसरा अवलोकन है और हमने दिखाया कि यदि हमने इसे दूसरे तरीके से किया है तो यह वास्तव में हमें कुछ गलत परिणाम देता है और तीसरा अवलोकन जो हमने किया वह निम्नलिखित था यह वास्तव में मल्टीरेट सिग्नल प्रोसेसिंग में एक बहुत महत्वपूर्ण परिणाम है हालांकि यह काफी सरल और स्पष्ट परिणाम की तरह लग सकता है लेकिन वास्तव में हमारे अनुप्रयोगों में एक बहुत शक्तिशाली परिणाम बन जाता है तो यह संयोजन है अपसैंपलर का कैस्केडिंग और उसके बाद डाउनसैम्पलर कोई फ़िल्टरिंग नहीं केवल अपसैंपलिंग और डाउनसैंपलिंग इसलिए यदि मेरे पास इनपुट पर x n था तो हमने दिखाया कि आउटपुट भी x n था यह सीक्वेंस ऑपरेशन मूल रूप से वे एक दूसरे को रद्द करते हैं इसलिए कभी भी आपके पास अपसैंपलर होता है और उसके बाद डाउनसैंपलर तो वे एक दूसरे को रद्द कर देते हैं यह भी एक दिलचस्प अवलोकन की ओर जाता है इसलिए अगर मुझे 6 के फैक्टर से अपसैंपलिंग 3 के फैक्टर से डाउनसैंपलिंग करना है और जैसा कि आप सहमत होंगे कि 6 के फैक्टर से अपसैंपलिंग करना है तो मैं हर जोड़े के सैंपल के बीच 5 शून्य सम्मिलित करने जा रहा हूं अब इसे 2 चरणों के रूप में भी किया जा सकता है 3 के फैक्टर द्वारा अपसैंपलिंग 2 के फैक्टर द्वारा अपसैंपलिंग या शायद मुझे इस क्रम में करने दें 2 के फैक्टर से अपसैंपलिंग 3 के फैक्टर से अपसैंपलिंग और उसके के बाद 3 के फैक्टर द्वारा डाउनसम्पलिंग और जो परिणाम हमने मूल रूप से दिखाया है वह कहता है कि इन 2 का संयोजन एक दूसरे को रद्द करता है तो प्रभावी रूप से इस ब्लॉक का रिप्रेजेंटेशन किया जा सकता है या 3 के फैक्टर द्वारा अपसैंपलिंग और डाउनसम्पलिंग को प्रभावी ढंग से 2 के फैक्टर द्वारा अपसैंपलिंग किया जा रहा है इस विशेष उदाहरण में फिर से यह देखना बहुत स्पष्ट है लेकिन ऐसी संरचनाएं हैं जहां आप इन कई कार्यों को देखते हैं और आप पा सकते हैं कि आप इस परिणाम का लाभ उठा सकते हैं यह एक अच्छी बात है हमने कहा कि यह संयोजन समान नहीं है सैंपलिंग रेट कन्वर्शन के बराबर नहीं है अगर मैं सबसे पहले डाउनसैंपलिंग और उसके बाद अपसैंपलिंग करता हूं तो इस मामले में अगर मेरे पास x n मेरे इनपुट के रूप में है तो आउटपुट कोंब सीक्वेंस द्वारा इनपुट सिग्नल को गुणा किया जाता है और इसलिए हमने बयान दिया कि ये 2 समान नहीं हैं लेकिन यह हमारे लिए एक उपयोगी तरीका है जब इनमें से 2 ब्लॉक अगल बगल आते हैं तो मल्टीरेट स्ट्रक्चरस सरल बनते है इन परिणामों का उपयोग करना हमारे लिए एक फायदा है ठीक तो यह लेक्चर संख्या 11 का सारांश है अब हम लेक्चर संख्या 12 के कुछ नए पहलुओं को देखते हुए आगे बढ़ेंगे इसलिए लेक्चर संख्या 12 मैं सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात यह चाहता हूं कि आप अपसैंपलिंग के समतुल्य निरूपण से परिचित हों आप कम्युनिकेशन्स से ब्लॉक का उपयोग कर डाउनसैंपलिंग से परिचित हैं मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लैक्सर से फिर हमने पहले से ही मल्टीरेट ब्लॉकों के कैस्केडिंग के बारे में बात करना शुरू कर दिया है तो यह वही है जिसे हम मल्टीरेट ब्लॉक के कैस्केडिंग के रूप में संदर्भित करेंगे इसलिए हम अधिक सामान्य मामले को देखेंगे जहां आप L द्वारा अपसैंपलिंग कर रहे हैं M द्वारा डाउनसैंपलिंग कर रहे हैं हम इंटर को देखेंगे और फिर इंटरकनेक्शन्स को भी देखेंगे यदि आपके पास मल्टीप्लायर है तो क्या होता है यदि आपके पास एक ऐडर है तो क्या होता है कुछ सरल उदाहरण दिलचस्प परिणाम बाद के आधे की ओर आना शुरू हो जाता है जब हम कहना शुरू करते हैं अगर मेरे पास फ़िल्टरिंग और अपसैंपलिंगडाउनसैंपलिंग है ठीक मल्टीरेट सिग्नल प्रोसेसिंग के कुछ तरीके क्या हैं जो मुझे इसका लाभ उठाने में मदद कर सकते हैं जो कि एक बहुत ही दिलचस्प परिणाम का कारण बनते हैं जिन्हें नोबल आइडेंटिटीस कहा जाता है और फिर समय की अनुमति देते हुए हम इस अवधारणा को और विकसित करेंगे तो आइए आज के लेक्चर के लिए सामग्री में गोता लगाएँ पहले जो मैं लेना चाहूंगा वह मल्टीप्लेक्सर डीम्टिलीप्लेक्सर की चर्चा है ठीक इसलिए मुझे यकीन है कि संचार से मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सर के बुनियादी बिल्डिंग ब्लॉक से बहुत परिचित हैं तो मूल रूप से मल्टीप्लेक्सर आइए हम डीमल्टीप्लेक्सर को लें डीमल्टीप्लेक्सर हाई रेट स्ट्रीम लेता है और इसे कई लो रेट स्ट्रीम में विभाजित करता है आम तौर पर जिस तरह से आप डीमल्टीप्लेक्सर ड्रा करते हैं तो वह हाई रेट स्ट्रीम अंदर आ रहे है और फिर मेरे पास कई आउटपुट हैं और इनमें से प्रत्येक लोवर रेट पर हैं तो मूल रूप से डीमल्टीप्लेक्सर ये फ़ीड करेगा टाइम डोमेन में इनपुट सिग्नल को कई समानांतर धाराओं में विभाजित करेगा तो मूल रूप से आपने क्या किया है आप हाई रेट इनपुट सिग्नल से लो रेट सिग्नल पर गए हैं ठीक उनमें से कई तो अब इन में से कौन सा बिल्डिंग ब्लॉक हमें हायर रेट से लोवर रेट कन्वर्शन करके देता है यह डाउनसैंपलर है तो किसी तरह से डाउनसैंपलर है किसी तरह से फिर से एक स्पष्ट तरीके से नहीं लेकिन किसी तरह से एक डीमल्टीप्लेक्सर के बराबर है इसलिए मूल रूप से अगर हमारे पास एक स्ट्रीम आ रही है तो हम एक अलग रंग का उपयोग करते हैं अगर मेरे पास स्ट्रीम आ रही है तो हमें निम्नलिखित तरीके से लेबल करने दें X0 X1 X2X3 X4 और इत्यादि और मुझे केस लेने दें जहां केवल 3 ब्लॉक है 3 चैनल है इसलिए मैं इसे भी मिटा दूंगा एक तीसरी लाइन खींचूंगा जो यहां है ठीक तो मूल रूप से यह एक डीमल्टीप्लेक्सर 1 3 डीमल्टीप्लेक्सर है और इसलिए जिस तरह से आप उम्मीद करेंगे कि X0 एक शाखा पर फेड किया जाता है X1 को दूसरी शाखा पर फेड किया जाता हैX2 फिर आप पहली लाइन में वापस जाते हैं यह X3X4 X5 और इसी तरह से है ठीक और यह देखना बहुत आसान है कि हाँ यह वही है जो मैंने डाउनसैंपलिंग प्रक्रिया के साथ भी किया था इसलिए मूल रूप से अगर मैंने एक इनपुट सिग्नल लिया है और 3 के फैक्टर से डाउनसैंपल किया है तो यदि यह X0 X1 पहले जैसा ही इनपुट सिग्नल है तो यह आउटपुट X0 X3 X6 और इसी तरह होगा ठीक लेकिन डीमल्टीप्लेक्सर मामले में मुझे अन्य सिग्नलो को भी प्राप्त करने की आवश्यकता है इसलिए वास्तव में हमने इस विशेष उदाहरण को देखा मुझे निचली शाखा में X1 कैसे मिलता है क्या यह डिले या एडवांस है आइए हम दोनों का प्रयास करें इसलिए अगर मैं एडवांस ऑपरेशन एडवांस ऑपरेशन करता हूं तो मूल रूप से ऐसा क्या होता है यह ओरिजिन था यदि मैं एडवांस ऑपरेशन करता हूं तो ओरिजिन दाईं ओर शिफ्ट होता है तो इसका मतलब है कि शून्य के सूचकांक में डाउनसैंपलर में क्या है X1 है और अगर मैं अब 3 के फैक्टर से डाउनसैंपल करता हूं और इस पर गौर करता हूं तो यहX1 X4 X7और इसी तरह होगा ठीक है तो यह डिले एलिमेंट नहीं है बल्कि वास्तव में एडवांस एलिमेंट है तो और इसी तरह एक और ब्लॉक बनाएं जो वास्तव में ऐसा होगा जो आपको तीसरा डीमल्टीप्लेक्सर ब्रांच देता है जो X2X5X8और इसी तरह होगा तो ये वास्तव में एक्विवैलेन्ट ब्लॉक हैं तो 1 3 डीमल्टीप्लेक्सर एक मल्टीरेट संरचना करने के समान है फिर से यह कुछ ऐसा है जो वास्तव में टूल किट का हिस्सा है जिसे हम विकसित कर रहे हैं इसलिए मल्टीरेट में रिप्रेजेंटेशन उपयोगी और दिलचस्प है इसलिए जब से हमने एक अवलोकन किया कि अगर यह Z 1 था इसलिए अगर मैंने इसे हटा दिया है और इसेZ 1 बना दिया है तो यह भीZ 1 के रूप में आप मुझे बता सकते हैं कि आउटपुट सीक्वेंस क्या होगा तो अब क्या होता है ओरिजिन 1 यूनिट बाईं ओर ले जाती है अर्थातX 1 अब आएगा इसलिएX 1 पहला आउटपुट होगा फिर X2 X5 डॉट डॉट डॉट सही है यह X 2 होगा क्या मैं सही हूँX1 X4 डॉट डॉट डॉट क्या यह मल्टीप्लैक्सर है डीमल्टीप्लैक्सर है उत्तर है हां केवल अंतर क्लाकवाइज जाने के बजाय डिमल्टीप्लेक्सर काउंटर क्लाकवाइज जा रहा है तो मूल रूप से ऊपरी शाखा पर शुरू होता है फिर निचली शाखा के चारों ओर घूमता है क्योंकि X0 ऊपरी शाखा पर जाता है X1 सबसे लोवेस्ट आता है फिरX2 X3 आता है तो यह श्रृंखला एडवांसड ऑपरेटर हो सकती है या यह डिले ऑपरेटर हो सकता हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता यह आपको एक बहुत ही सुंदर व्याख्या और उपयोगी रिप्रेजेंटेशन देता है अब इस विशेष व्याख्या के सबसे महत्वपूर्ण या उपयोगी अनुप्रयोगों में से एक निम्नलिखित संदर्भ में आता है अब बहुत बार जब आप डेटा विश्लेषण करते हैं तो आप FFT करेंगे जो आमतौर पर सिग्नल प्रोसेसिंग में बहुत आम है तो मेरे पास इस फॉर्म का X0 X1 सभी तरह से XN 1 फिर XN XN1 डॉट डॉट डॉट का डेटा है X2N 1 X2NX2N1 सभी तरह सेX3N 1 डॉट डॉट डॉट ओके तो अब हम इसे ब्लॉक 1 या ब्लॉक 0 मानते हैं दूसरे को ब्लॉक 1 मानते हैं ठीक है हम वास्तव में ऐसा करते हैं हम डेटा के ब्लॉक लेते हैं और फिर हम डेटा विश्लेषण करते हैं ठीक और यह ब्लॉक 2 है और निश्चित रूप से जब आप मैटलैब MATLAB या सी में कोडलिखते हैं तो आप जानते हैं कि आपको इंडेक्सिंग के संदर्भ में बहुत सावधानी से इसका ध्यान रखना होगा ताकि आप यह सुनिश्चित करें कि आप सही बिंदु पर ब्रेक लगा रहे हैं तो यह ऑपरेशन का वास्तव में एक नाम है इसे डेटा ब्लॉकिंग कहा जाता है अब संचार में ब्लॉकिंग करने से बहुत अलग है ब्लॉकिंग का मतलब है कि कॉल नहीं जाता है यह कॉल या कनेक्टिंग कॉल से कोई लेना देना नहीं है यह वास्तव में डेटा को तोड़ रहा है ब्लॉक का निर्माण है तो यह ब्लॉकों का निर्माण है और हम जो करते हैं उसका कारण यह है कि हम FFT लेना चाहते हैं ठीक अब जब आप वास्तव में हार्डवेयर में कार्यान्वित करते हैं तो यह वास्तव में इस के मल्टी रेट एक्विवैलेन्ट पर लागू करने के लिए बहुत उपयोगी है क्योंकि आप वास्तव में इसे बहुत ही सुरुचिपूर्ण तरीके से हार्डवेयर में लागू कर सकते हैं तो यह कैसे किया जाएगा मूल रूप से डेटा के ब्लॉक बनाते हैं और यदि आप चाहें तो इसकी FFT की गणना करें तो जिस तरह से हम यह व्याख्या करेंगे कि आप N के फैक्टर द्वारा अपने इनपुट सिग्नल को डाउनसेंपल कर रहे हैं क्योंकि आप अब N के फैक्टर द्वारा ब्लॉकिंग करने जा रहे हैं तो पहले Z का एडवांस ऑपरेटर होगा जिसके बाद N के फैक्टर द्वारा डाउनसेंपलिंग होगा और इस तरह आप N 1 ब्लॉक डालते हैं ये सभी N के फैक्टर द्वारा डाउनसेंपल करते हैं ठीक अब इस बिंदु पर क्या हो रहा है हम पहले ब्लॉक के बारे में लिखेंगे अगर यह X0 है तो यह X1 होगा यह XN 1 होगा ठीक तो आप क्या करते हैं यहां डीएफटी ब्लॉक लगाया जाता है DFT या FFT जो आपके लिए इसी आउटपुट का उत्पादन करेगा जिसे आप फिर से गणना कर सकते हैं अगली बार आपको जो चाहिए वो हैXN XN1 से शुरू होने वाला ब्लॉक और ठीक वैसा ही होगा चूँकि अगला समयXN होगा यह XN1 होगा और यहX2N 1 होगा ठीक तो घड़ी की हर टिक आप पाएंगे कि एक वेक्टर इनपुट पर आता है आप FFT की गणना करते हैं और फिर आप इसे बाहर धकेलते हैं तो फिर से हार्डवेयर कार्यान्वयन बिंदु से देखने पर एक सॉफ्टवेयर दृष्टिकोण से यह ठीक है हम इसे केवल अनुक्रमित कर सकते हैं और FFT की गणना कर सकते हैं लेकिन आप वास्तव में इसे लागू करना चाहते हैं डाउन सैंपल यह हमारे लिए कल्पना करने का एक बहुत अच्छा तरीका है और साथ ही डाउन सैंपलर को लागू करें ठीक यह एक अच्छा सवाल है सवाल यह है कि मैं इसे नॉन ओवरलैपिंग ब्लॉक के रूप में विभाजित क्यों करता हूं यह आपका प्रश्न है ठीक है तो हाँ यह एक बहुत अच्छा सवाल है मूल रूप से इसका जवाब है बहुत बार जब हमारे पास डेटा के बड़े सेग्मेंट्स होते हैं तो हम कहते हैं कि ठीक है कि मैं स्पेक्ट्रेल एनालिसिस में दिलचस्पी रखता हूं और इसलिए हम डेटा के सेग्मेंट्स लेते हैं और इसका विश्लेषण करते हैं अब दूसरा ब्लॉक निम्नलिखित तरीके से परिभाषित होने से कुछ भी नहीं रोकता है आप अपने ब्लॉक नंबर 2 को इस रूप में परिभाषित कर सकते हैं जो कि X1 से XN शुरू होता है जिसे स्लाइडिंग FFT कहा जाता है ठीक तो यह ब्लॉक FFT बनाम स्लाइडिंग FFT है यदि आप अपने डेटा का अधिक बढ़िया रिज़ॉल्यूशन चाहते हैं यदि आप उदाहरण के लिए सोचते हैं कि आपका सिग्नल स्थिर नहीं है अगर आपको लगता है कि आपका सिग्नल क्वैसी स्थिर था जिसका अर्थ है कि चीजें बदल सकती हैं तो ब्लॉक 0 और ब्लॉक 1 के बीच कुछ ऐसा हो सकता है जो आप उन गैर स्थिर तत्वों का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं उस स्थिति में आप एक स्लाइडिंग एफएफटी करेंगे और यह समान रूप से स्वीकार्य है फिर से क्या हमारे पास उसके लिए एक मल्टी रेट संरचना है हां हम हमारे पास हैं लेकिन मैं आपको उस बारे में सोचने के लिए कहता हूं लेकिन अनुप्रयोगों के संदर्भ में बहुत बार अगर यह स्थिर डेटा है तो हम उन ब्लॉकों को देखकर काफी खुश हैं जो नॉन ओवरलैपिंग हैं और निश्चित रूप से हम इसके संरचना को संशोधित करने के तरीकों को देख सकते हैं यदि हम स्लाइडिंग FFT को भी करना चाहते हैं तो ठीक है लेकिन अच्छा सवाल है यह अधिक है कि आपका डेटा क्या है जैसे कि आप किस एप्लिकेशन को क्वासी स्टेशनरी या स्थिर देख रहे हैं जिस स्थिति में फिर आप जिस तरह से ब्लॉकिंग कर रहे हैं वह तरीका अलग अलग हो सकता है अब मुझे एक और तत्व डाउन सैंपलर के समकक्ष को जोड़ने दें और वह है अपसैंपलर इसलिए यदि यह एक डीमल्टीप्लेक्सर था तो दूसरा ब्लॉक मल्टीप्लेक्सर होना चाहिए मल्टीप्लेक्सर संरचना मूल रूप से कहती है कि इसमें कई लाइनें आ रही हैं कई लाइनें आ रही हैं और आपके पास एक रोटेटिंग स्विच होगा जो उन सभी को जोड़ता है तो मूल रूप से मेरे पास एक रोटेटिंग स्विच है जो सभी को कनेक्ट करेगा और एक आउटपुट का उत्पादन करें जो उच्च डेटा दर पर है ठीक है इतनी सारी समानांतर रेखाएँ उपलब्ध हैं जिनसे आप मल्टीप्लेक्सिंग करेंगे ठीक अब L के फैक्टर एक द्वारा अपसैंपलर कहता हैं कि L लाइनें हैं तो यह लाइन नंबर 0 लाइन नंबर 1 है यह लाइन नंबर L 1 है अब इसमें डेटा XN है उन सैंपल को गुजरना होगा और मुझे L 1 शून्य डालना होगा इसलिए मैं कहता हूं कि इन सभी को कनेक्ट करें और उन्हें ग्राउंड की तरह सर्किट नोटेशन से कनेक्ट करें तो मूल रूप से इसका मान 0 है इसलिए मूल रूप से यह एक कॉउंटरक्लॉकवाईस घुमा सकता है जिसे आप इनपुट स्ट्रीम से इनपुट सैंपल लेते हैं और फिर आप L 1 शून्य सम्मिलित करते हैं और फिर L 1 शून्य के विरुद्ध अगले सैंपल को फिर से व्यवस्थित तरीके से लेते हैं अब बहुत बार हम ब्लॉक को फिर से संगठित करना चाहते हैं हम ब्लॉक को फिर से संगठित करना चाहते हैं इसलिए यदि आपको याद है कि ब्लॉकिंग ऑपरेशन के बाद ब्लॉक कैसे आ रहे थे तो हम कहते हैं कि यह X0 X1 X2 था और फिर अगले ही पल यहX3 X4 X5 होगा तो मूल रूप से डेटा के ब्लॉक आ रहे हैं अगर मैं पुनर्निर्माण करना चाहता था तो हम जिस व्याख्या को देख रहे हैं उसके साथ अपसैंपलिंग ऑपरेशन आप सम्मिलित करते हैं एक अपसैंपलिंग ऑपरेशन करते हैं ठीक है जो यह सुनिश्चित करेगा कि आप शून्य की संख्या सम्मिलित रूप से डाल रहे हैं X1 डालने के लिए आप 3 के फैक्टर द्वारा सैंपल लेते हैं और फिर आपको डिले से गुजरना पड़ता है ताकि यह वास्तव में सही स्थिति में आ जाए ठीक तो यह एक एडिशन साइन है और तीसरा डेटा पॉइंट भी 3 के फैक्टर द्वारा अपसैंपलिंग करना यह भी एक और डिले तत्व के साथ जोड़ देगा और आपको यहां क्या मिलेगा आपको यहां क्या मिलेगा X0 X1 X2 X3 X4 X5और इत्यादि ठीक है इसलिए मूल रूप से यह अनब्लॉकिंग है मूल रूप से यह बनाता है ब्लॉक पर यह डेटा की इन स्ट्रीम को बनाता है जिसमें हम रुचि रखते हैं वही चीज जिसे हम थोड़ा अधिक ध्यान से देखना चाहेंगे अब अगर ये संकेत दूसरी दिशा में चले गए हैं तो मूल रूप से एरोस दूसरी दिशा में चले गए हैं यह 3 के फैक्टर से अपसैंपलिंग है 3 के फैक्टर से अपसैंपलिंग 3 के फैक्टर से अपसैंपलिंग और यह ठीक है Z इनवर्स ठीक है जोड़ें यह X0 क्या पैदा करेगा यह भी सही चीज़ पैदा करता है नहीं यह वास्तव में X0 समय की 2 इकाइयों द्वारा दाहिने शिफ्ट हो जाता है X0 को 2 यूनिट समय द्वारा स्थानांतरित किया जाता है X1 को 1 यूनिट समय द्वारा स्थानांतरित किया जाता है X2 को कोई भी शिफ्ट नहीं मिलता है सही X2 को कोई शिफ्ट नहीं मिलता है यह सही क्रम नहीं है जिसमें हम चाहते हैं और इसलिए यह एक उपयोगी रूप नहीं है लेकिन ऐसी संरचनाएं हैं जिन्हें हम देखेंगे कि जहां एरोस ऊपर जा रहे हैं वहां हम वास्तव में नीचे आने वाले एरोस करेंगे और जब हम इस बिंदु पर आते हैं यदि आप इस तरीके से ब्लॉकिंग करते हैं यदि आप इस तरीके से ब्लॉकिंग करते हैं तो सही संरचना यह है यह सही संरचना नहीं है लेकिन यदि आप थोड़ा अलग तरीके से ब्लॉकिंग करते हैं तो यह अच्छा हो जाता है बस उस के बारे में सोच सकते हैं ठीक इसलिए मुझे लगता है कि डाउनसैंपलर और संबंधित डीमल्टीप्लेक्सर अपसम्प्लर और मल्टीप्लेक्सिंग के बीच संबंध हैं मुझे आशा है कि स्पष्ट है और निश्चित रूप से हम कुछ संरचनाओं में इसका उपयोग करेंगे जोकि हम निर्माण करेंगे ठीक बस अपनी स्मृति को ताज़ा करने के लिए यह आखिरी लेक्चर से स्लाइड है बस हाइलाइट करना चाहता था यह वह मामला था जहां हमने L M L M लिया और अब हम जो करना चाहते हैं वह सामान्य मामले को देखना है जहां L M के बराबर नहीं है तो मूल रूप से वही विधि का पालन करें लेकिन L M के बराबर नहीं है बल्कि इस एक को कम करने और भ्रम पैदा करने के बजाय मैंने सोचा कि मैं सिर्फ परिणाम लिखूंगा और मुझे लगता है कि आप इसे बहुत आसानी से कर सकते हैं इसलिए जिन मुख्य चीजों को हम देखना चाहते थे वे इन 2 ब्लॉकों के इंटरकनेक्शन्स हैं जब L और M अलग अलग हैं और हमने इस बारे में कुछ नहीं कहा है कि क्या उनके पास सामान्य फैक्टर हैं हम अंत में उसके बारे में बयान देंगे M के फैक्टर द्वारा डाउनसेंपल L के फैक्टर द्वारा अपसैंपल कोई फ़िल्टरिंग नहीं केवल सैंपलिंग रेट रूपांतरण करते है और यदि यह x n है X1n Y1 n ठीक इसलिए इसे Z डोमेन में लिखें या ट्रांसफॉर्म एक्सप्रेशनtransform expression देखें X1n डाउनसैंपलिंग मुझे मिलता है XD1M k0M 1 X कृपया सुनिश्चित करें कि W M से संबंधित है क्योंकि डाउनसैंपलिंग फैक्टर M है और अगला कदम सीधा सीधा है Y1X1 1M k0M 1XZLMWkM कृपया सुनिश्चित करें कि हमने जो अभिव्यक्ति प्राप्त की है उसके संबंध में कोई भ्रम नहीं है दूसरी तरफ अगर मैं आगे बढ़ता हूं और इंटरचेंजड सीक्वेंस को ड्रा करता हूं तो L के फैक्टर द्वारा अपसैंपलिंग M के फैक्टर द्वारा डाउनसैंपलिंग फिर से मैं आपको जल्दी से एक्सप्रेशनलिखने के लिए छोड़ दूंगा मैं सिर्फ अंतिम उत्तर लिखूंगा यदि यह x n वही इनपुट है तो मैं सिर्फ आउटपुट के लिए अलग अलग लेबलिंग दूंगा क्योंकि मुझे नहीं पता कि वे समान हैं या किन शर्तों के तहत वे समान होंगे और इंटरमीडिएट सिग्नल भी मैं इसे X2 n के रूप में कॉल करने जा रहा हूं ठीक है तो पहला कदम X2 अपसम्पलिंगX है X2 X अब अगला समीकरण डाउनसैंपलिंग है Y21M k0M 1X2Z1MWkM इसलिए ऑपरेशन अब कृपया ध्यान दें Y21M k0M 1X2ZLMWkLM तो आइए हम तुलना करें दोनों पक्षों पर 1 M मौजूद है योग मौजूद हैZLM मौजूद है केवल एक चीज जो अलग है वह है शिफ्ट्स ठीक वे शिफ्ट्स अलग हैं तो ये शिफ्ट्स क्या हैं WkMe j2kM k 0 1 M 1 तक ठीक अब जब मैं इस पक्ष एक्सप्रेशन को देखता हूं तो यह WkMe j2kLM है फिर भी k 0 1 से M 1 है ठीक लेकिन इसके अलावा यह हमेशा पहले से ही फैक्टर L से गुणा किया जा रहा है अब यदि आप वापस जाते हैं और यूनिटी के रूट्स को देखें यूनिटी के रूट्स की प्रॉपर्टीज यूनिटी के कांप्लेक्स रूट्स है यूनिटी के कांप्लेक्स रूट्स के प्रॉपर्टीज तो यह सेट जो हमारे यहाँ है वह k 0 k 1 k 2 और आदि से मेल खाता है और आखरी इसलिए यह k 0 k 1 k 2 होगा यह k M 1 है मूल रूप से आप सभी यूनिटी के रूट्स को स्पैनिंग कर रहे हो ठीक अब मुझे यकीन है कि आप यूनिटी के रूट्स के साथ कई दिलचस्प प्रमेयों और परिणामों के साथ आए होंगे अब यदि L और M अपेक्षाकृत अभाज्य हैं यदि L और M अपेक्षाकृत अभाज्य हैं जिसका अर्थ है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे आप इन दो के बीच रद्द कर सकते हैं L और M अपेक्षाकृत अभाज्य हैं फिर WkLM भी सभी यूनिटी के रूट्स को स्पॅन करती है सभी यूनिटी के अलग अलग रूट्स को भी स्पॅन करती है ठीक तो दूसरे शब्दों में वही केवल शर्त है जिसके तहत स्पॅन हो जाएगा क्योंकि अगर L का फैक्टर फैक्टर था या अगर वे कॉमन फैक्टर था तो आप पाएंगे कि यह सभी यूनिटी के रूट्स को स्पॅन नहीं करता यह केवल सबसेट होगा ठीक है तो बहुत दिलचस्प परिणाम जो निकलता है वह यह 2 बराबर हो सकता है ठीक है हम नहीं जानते हैं लेकिन आपको M के विभिन्न मूल्यों की जांच करनी होगी और यदि L और M अपेक्षाकृत अभाज्य हैं तो समानता रखती है यह एक बहुत शक्तिशाली परिणाम है इसलिए जो मूल रूप से कहता है कि उदाहरण के लिए यदि मेरे पास 2 के फैक्टर से डाउनसैंपलिंग है 3 के फैक्टर से अपसैंपलिंग यह 3 के फैक्टर से अपसैंपलिंग इसके बाद 2 के फैक्टर से डाउनसैंपलिंग के समान है अपसैंपलिंग ठीक है वास्तव में बराबर है फिर सैंपलिंग रेट बदलाव से क्यों काम नहीं हुआ जब हमने सैंपलिंग दर 34 को बदल दिया तो हमने इसे अलग अलग क्रम में किया और यह काम नहीं किया यदि 3 और 4 अपेक्षाकृत प्रमुख हैं तो मुझे किस तर्क से किसी भी क्रम में ऑपरेशन करने में सक्षम होना चाहिए फ़िल्टरिंग ने अंतर बना दिया मूल रूप से इस तर्क में कोई फ़िल्टरिंग शामिल नहीं है ठीक है यदि आप फ़िल्टरिंग को शामिल करते हैं तो हमेशा आपको सबसे पहले अपसैंपलिंग करना होगा क्योंकि जब यह आता है तो वे समान नहीं होते हैं तो फिर से सरल परिणाम को ध्यान में रखें लेकिन कुछ ऐसा है जो मुझे विश्वास है कि हमारे लिए एक बहुत ही शक्तिशाली परिणाम होगा जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं मुझे जल्दी से इनमें से कुछ को कवर करने दें ये सभी बहुत ही सरल परिणाम हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स का इंटरकनेक्शन्स हैं फिर से यह पूरा करने के लिए आपको कभी संदेह नहीं होना चाहिए क्या मैं ऐसा कर सकता हूं या मैं हमेशा ऐसा नहीं कर सकता ब्लॉकों के निर्माण के अंतर्संबंध शायद मैं इसे उदाहरणों की एक श्रृंखला के रूप में करूंगाठीक मेरे पास X1n है जिसे मैं X2n में जोड़ रहा हूं X1n को X2n में जोड़ रहा हूं जो कि मेरा आउटपुट है जिसे मैं M के फैक्टर द्वारा फिर डाउनसैंपलिंग करने जा रहा हूं ठीक है अब यह इसी तरह से है जैसे मैं X1n औरX2n को डाउनसैंपल करता हूं और फिर उन्हें जोड़ता हूं तो दूसरे शब्दों में ऐडीक्षण लीनियर ऑपरेशन है डाउनसैंपलिंग और अपसम्पलिंग लीनियर ऑपरेशन हैं इसलिए मैं चीजों को इधर उधर कर सकता हूं और कभी कभी हमारे लिए ऐसा करना फायदेमंद होता है तो आप X1n लेते हैं आप M के फैक्टर द्वारा डाउनसैंपल करते हैं मुझे उसी रंग का उपयोग करने दो और फिर आप आउटपुट सिग्नल का उत्पादन करते हैं यह X2n को M के फैक्टर द्वारा डाउनसैंपल करते है जिसे आप फिर जोड़ सकते हैं और फिर आउटपुट आता है वे समान हैं तो यह X1n है दूसरे शब्दों में अपसैंपलिंग या डाउनसैंपलिंग को स्थानांतरित कर सकते हैं वही तर्क रखता है अपसैंपलिंग या डाउनसैंपलिंग किया जा सकता है और किसी ऑपरेशन के पहले या बाद में तुच्छ रूप से किया जा सकता है समान रूप से समान है कुछ भी नहीं बदलता है ये मेमोरी लेस्स हैं आप डाउनसैंपल और फिर गुणा कर सकते हैं अब क्या इस दोनों में अंतर है क्या इन दोनों में अंतर है आप अच्छी तरह से कुछ भी नहीं कह सकते क्योंकि एक मामले में आपने स्केल किया और फिर गुणा किया वास्तव में डाउन सैंपलर क्या करने जा रहा है यह सैंपलो को बाहर देने वाला है उस मामले में क्यों गुणा करें सैंपलो फेंक दें केवल उन सैंपलो को रखें जिन्हें आप रखने जा रहे हैं और फिर गणना करें क्यों प्राप्त परिणामों को गुणा करना बेकार है तो हाँ यह एक पसंदीदा विकल्प होगा इइसलिए कई बार ऐसा होता है जब आप अपनी संरचना को अनुकूलित करना चाहते हैं और इसलिए चीजों को अलग तरह से करते हैं ठीक अब यह गुणन तक भी फैला हुआ है ऐसे समय होते हैं जब आप X1 n को X2 n के साथ गुणा कर सकते हैं यह फिर सैंपल से सैंपल द्वारा एक मेमोरी लेस्स ऑपरेशन है और यदि आप यहां डाउनसेंपलिंग डाउनसेंपलिंग या अपसेंपलिंग करने जा रहे हैं तो यह करने के लिए समझ में आता है पहले डाउनसेंपलिंग करना है तो जिस स्थिति में बेहतर विकल्प होगा वह M के फैक्टर द्वारा प्रत्येक संकेत को डाउनसैंपल और फिर गुणा करेगा क्योंकि वैसे भी आप केवल इन सैंपल को रखने जा रहे हैं तो आप सोचने लगते हैं कि कौन सी अधिक कुशल है ठीक इसलिए दक्षता की धारणा में आता है और यह बहुत ज्यादा है जो मैं आपको यह कहते हुए छोड़ना चाहता था कि ठीक है हाँ ये सभी समान हैं लेकिन आप इस बारे में सोचना चाहते हैं ठीक है क्या मैं कुछ व्यर्थ संगणनाएँ कर रहा हूँ अगर मैं इससे कैसे बचूँ और निश्चित रूप से ये सभी समान हैं आप डाउनसैंपलिंग को अपसैंपलिंग में बदल सकते हैं सभी परिणाम वही रहेंगे ध्यान दें कि एक चीज जो हमने नहीं की है वह है डिले तत्वों से निपटना ठीक है क्योंकि अपसैम्पलिंग और डाउनसैम्पलिंग डिले वेरिएंट ब्लॉक हैं इसलिए जब डिले होती है तो हमें बहुत सावधान रहना होगा इसलिए फिर से हम कुछ दिलचस्प और महत्वपूर्ण परिणाम विकसित करने जा रहे हैं जो अपसैम्पलिंग और डाउनसैम्पलिंग के साथ संयोजन में डिले का उपयोग करने से संबंधित हैं लेकिन वे परिणाम हैं जो हम अगली बार विकसित करेंगे ठीक इसलिए मुझे लगता है मेरा मानना है कि हम पहले से ही परिणामों के परस्पर संबंध और इंटरकनेक्शन्स को देख चुके हैं इसलिए यदि आप हमारे पास वापस जाते हैं तो हमारे पास इस बिंदु पर आने के लिए बहुत कुछ है हम इस स्तर पर आ गए हैं हमने कुछ उदाहरणों को देखा अब जब आप मल्टीप्लैक्सर और एडर के संयोजन में डिले का परिचय देते हैं तो आपको क्या मिलता है डिले मल्टीप्लायर और एडर तो यह है कि जब आपके पास फ़िल्टरिंग है ठीक और आपके पास अपसम्पलिंग या डाउनसम्पलिंग है तो क्या मुझे बदलने की अनुमति है या मैं किन शर्तों के तहत कैसे गणनाओं को कुशल बना सकता हूं तो एक है हम देखेंगे मूल रूप से जब मैं किसी भी प्रकार के संचालन को इंटरचेंज कर सकता हूं जो एक बहुत ही शक्तिशाली परिणाम की ओर जाता है जिसे नोबेल आईडेंटिटीज कहा जाता है जो मूल रूप से मल्टीरेट सिग्नल प्रोसेसिंग के शक्तिशाली परिणामों में से एक है और फिर एक बार जब आपके पास यह मल्टीरेट सिग्नल प्रोसेसिंग का सबसे शक्तिशाली उपकरण हो जाता है जिसे फिर से पॉलीफ़ेज़ डीकंपोजिशन कहा जाता है तो यह एक ऐसी चीज़ है जिसे हम अगली कक्षा में लेंगे